पिछली कक्षा में मैं घन की भुजा या किनारे को माप कर घन के आयतन की गणना के बारे में चर्चा कर रहा था तो यह छात्र 1 छात्र 2 और छात्र 3 उन्होंने मीटर स्केल स्लाइड कैलीपर्स और स्क्रू गेज का उपयोग किया और उन्होंने आयतन की गणना की तो छात्र 1 के लिए यह उत्तर 1150 आयतन cm घन होना चाहिए निश्चित रूप से यदि यह सेंटीमीटर cm घन में है और फिर छात्र 2 के लिए उत्तर 1174 cm घन होगा और छात्र 3 के लिए उत्तर 11759 है तो वास्तव में कैलकुलेटर यह दे रहा था इस प्रकार की संख्या इस प्रकार की संख्या सही और उस परिणाम को कैसे लिखना है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया कि दो तरीके हैं सही उत्तर लिखने का तरीका तय करने के दो तरीके हैं तो एक है सार्थक अंकों के नियमों का पालन करना और दूसरा है अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना करना वास्तव में हमें सही उत्तर लिखने के लिए दोनों की आवश्यकता है सार्थक अंकों से हमने सीखा है कि यह उत्तर इस तरह का होना चाहिए इसकी हमने चर्चा की है और इन मापों में अनिश्चितता होगी या इन परिणामों में अंतिम सार्थक अंक होगा इस अंतिम सार्थक अंक के लिए मूल रूप से इस संख्या के लिए 3 सार्थक अंक हैं अंतिम सार्थक अंक 5 है 0 सार्थक अंक नहीं है अनिश्चितता इस अंतिम सार्थक अंक में होगी यह एक परिणाम है यह मीटर स्केल का उपयोग करके इस माप में यह त्रुटि है तो यह 1150 1160 70 हो सकता है कुछ भी निर्भर करता है इस परिणाम से इन सार्थक अंकों से हम केवल यह कह सकते हैं कि इस परिणाम में किस कोटि की त्रुटि है लेकिन आप पूरी तरह से यह नहीं कह सकते हैं कि यह कितनी है या तो यह प्लस माइनस 10 है या प्लस माइनस 20 या प्लस माइनस 30 हम नहीं कह सकते हैं लेकिन त्रुटि अंतिम अंक में होगी ठीक अंतिम सार्थक अंक में अनिश्चितता है ठीक यहां यह 4 सार्थक अंक हैं इसलिए त्रुटि यहां अंतिम सार्थक अंक पर होगी जो कि 4 है तो त्रुटि प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 होगी तो 1 से 9 यह 1 से 9 किसी भी संख्या में त्रुटि हो सकती है और इसी तरह यहां यह त्रुटि है तो यहां सार्थक अंक 5 है इसलिए अंतिम अंक मुखर शोर 01 है यहाँ त्रुटि इस दशमलव बिंदु में होगी इसलिए यह जानने के लिए कि वास्तव में इस आयतन में त्रुटि की मात्रा क्या होगी यह जो भी होगा प्लस या माइनस कुछ त्रुटि लिखें उसका पता लगाने के लिए हमें सबसे संभावित त्रुटि की गणना करनी होगी और हमें यह जानना होगा कि उसकी गणना कैसे करें तो यह वही है जो आज मैं चर्चा करूंगा अधिकतम संभावित त्रुटि अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना कैसे करें वास्तव में हम किसी पैरामीटर को मापते हैं लेकिन गणना किसी और पैरामीटर की करते हैं जोकि मापित पैरामीटर के परिकलित पैरामीटर से संबंध पर निर्भर करता है हालांकि त्रुटि यह सीधे मापित पैरामीटर से संबंधित है अब परिकलित पैरामीटर में त्रुटि जानने के लिए इसके लिए एक प्रक्रिया है मूल रूप से त्रुटि मापित पैरामीटर से परिकलित पैरामीटर तक प्रसारित होगी इसलिए यह त्रुटि का प्रसार है अधिकांश भौतिक मात्राओं को आमतौर पर एक एकल प्रत्यक्ष माप में नहीं मापा जा सकता है पहले हम एक या एक से अधिक राशिओं को मापते हैं जिन्हें सीधे मापा जा सकता है और जिनसे जरूरत की राशि की गणना की जा सकती है जो कि मैं प्रत्येक माप के लिए बता रहा था कि कोई अनिश्चितता है अनिश्चितता या त्रुटि प्रत्येक राशि से जुड़ी होती है अब परिकलित राशि में अनिश्चितता क्या है जो या जिसका मापित राशि के साथ अच्छा संबंध है यह संबंध जोड़ के संदर्भ में अंतर के संदर्भ में गुणनफल या विभाजन के संदर्भ में या आपस में कुछ संबंध हो सकता है ठीक जोड़ और अंतर के मामले में q को x प्लस y के बराबर माना जाता है x और y मापित राशियां हैं और q परिकलित राशि है ठीक तो x और y मापित राशियां हैं इसलिए हम आम तौर पर इस x को बेस्ट मान प्लस माइनस y में अनिश्चितता इसी तरह से y को y बेस्ट प्लस माइनस y अनिश्चितता इस रूप में व्यक्त करते हैं q और q को आप q बेस्ट मान प्लस माइनस डेल q डेल्टा q लिख सकते हैं ठीक तो यह मूल रूप से x प्लस y के बराबर है q x प्लस y के बराबर है तो x बेस्ट प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y बेस्ट प्लस माइनस डेल्टा y यहां से आप यह लिख सकते हैं ठीक यदि आप इनसे तुलना करते हैं तो q बेस्ट मूल रूप से x बेस्ट प्लस y बेस्ट है और त्रुटि क्या होगी यहाँ क्या होगा मूल रूप से q इसके बराबर है इसलिए ये प्लस ये तो q का अधिकतम मान क्या होगा ये प्लस डेल x प्लस डेल y सही और q का न्यूनतम मान क्या होगा तो यह प्लस और माइनस डेल x प्लस डेल y है यह डेल x माइनस y हो सकता है यह माइनस x प्लस y हो सकता है तो यहाँ चार संभावनाएं हैं ठीक इन चार संभावनाओं में से अधिकतम मान यह होगा और न्यूनतम मान यह होगा तब हम बता सकते हैं कि यह सबसे संभावित अनिश्चितता है सबसे संभावित तो इन दोनों के बीच अन्य मान होंगे सबसे संभावित अनिश्चितता डेल q प्लस माइनस डेल x प्लस डेल y होगी तो q बेस्ट x बेस्ट प्लस y बेस्ट के बराबर है और q में जो अनिश्चितता है वह डेल q प्लस माइनस के बराबर होगी तो इसी तरह अंतर के लिए भी हम यह दिखा सकते हैं कि चाहे यह जोड़ या अंतर हो दोनों मामलों में अनिश्चितता मूल रूप से परिकलित पैरामीटर में होती है अनिश्चितता मूल रूप से परिकलित राशि की अनिश्चितता का योग है इसके बाद मैं आपको यह दिखा सकता हूं कि यदि आप उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो q x माइनस y के बराबर है यदि आप उसी तरह यहां भी आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि q का अधिकतम मान यह है और q का न्यूनतम मान यह होगा यहां यह मान है लेकिन अनिश्चितता वह है जो भी व्यष्टिगत अनिश्चितता परिकलित राशि की अनिश्चितता के लिए जोड़ी जाएगी योग और अंतर दोनों ही मामलों में अनिश्चितता अधिकतम संभावित त्रुटि है जो मूल रूप से व्यष्टिगत त्रुटि का योग है आप इसे सामान्य तरीके से ले सकते हैं यदि कोई संबंध q x प्लस y प्लस z घटाव u प्लस v प्लस वगैरह के बराबर है डेल्टा q में क्या त्रुटि होगी यह डेल्टा q डेल x प्लस डेल y वगैरह डेल u प्लस डेल v वगैरह होगा q के अभिकलित राशि में त्रुटियां प्रत्यक्ष रूप से मापित राशियों के साथ जुड़ी हुई सभी मूल त्रुटियों का योग है यह निरपेक्ष त्रुटि बताएगा योग और अंतर के मामले में यह त्रुटि व्यष्टिगत त्रुटियों का योग अभिकलित राशि में यह मूल त्रुटि रखता है जो निरपेक्ष त्रुटि है और आपेक्षिक त्रुटि मूल रूप से हम इस डेल q भाग q डेल x भाग x डेल y भाग y बताते हैं ये हम आपेक्षिक त्रुटि बताते हैं तो योग और अंतर घटाव के मामले में निरपेक्ष त्रुटि को जोड़ा जाता है ठीक लेकिन गुणनफल और विभाजन के मामले में आप देखेंगे कि यह निरपेक्ष नहीं यहां आपेक्षिक त्रुटियों को जोड़ा जाता है ठीक है तो यह मैं आगे दिखाऊंगा यहाँ गुना और उद्धरण विभाजन है यदि q x y के बराबर है फिर q x बराबर x बेस्ट प्लस माइनस डेल x y बराबर y बेस्ट प्लस माइनस डेल y आंशिक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि जैसा कि मैंने बताया यह डेल x भाग x या x बेस्ट डेल y भाग y या y बेस्ट है तो यह संक्षेप में हम डेल x भाग x डेल y भाग y लिखते हैं ठीक तो x x बेस्ट के बराबर है यदि आप समस्या लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल x भाग x ठीक इसी तरह आप y के लिए लिख सकते हैं तो q x y के बराबर है इसलिए यदि आप इन दो को रखते हैं x बेस्ट y बेस्ट और 1 प्लस माइनस डेल x भाग x प्लस माइनस और डेल y भाग y डेल x डेल y आमतौर पर एक छोटा मान हैं यह दूसरे कोटि की त्रुटि है हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं यहाँ से हम कह रहे हैं कि फिर से उसी तरह अगर आप आगे बढ़ते हैं q का अधिकतम मान यह प्लस यह 1 प्लस यह होगा और न्यूनतम मान 1 माइनस यह माइनस यह होगा फिर से आप लिख सकते हैं कि यह q q बेस्ट प्लस माइनस डेल्टा q के बराबर है यदि आप तुलना करें q बराबर है q बेस्ट प्लस माइनस डेल्टा q के और q बेस्ट 1 प्लस माइनस डेल्टा q भाग q बेस्ट के तो यह मोड में है तो यदि आप इसके साथ तुलना करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा q भाग q डेल्टा x भाग x प्लस डेल्टा y भाग y के बराबर है इस मामले में आपेक्षिक त्रुटियाँ जोड़ी जाती हैं गुणनफल के लिए हम व्यष्टिगत मापित पैरामीटर की उस आपेक्षिक त्रुटि को देखते हैं इसलिए उसको जोड़ा जाता है जो परिकलित पैरामीटर की आपेक्षिक त्रुटि देता है इसी तरह यदि आप इस विभाजन के लिए चुनते हैं q x भाग y के बराबर है यदि आप उसी तरह आगे बढ़ते हैं यहाँ भी आप देखेंगे कि डेल q भाग q डेल x भाग x प्लस डेल y भाग y के बराबर होगा ठीक इसलिए या तो विभाजन या गुणनफल के मामले में परिकलित पैरामीटर की आपेक्षिक त्रुटि को प्राप्त करने के लिए आपेक्षिक या आंशिक त्रुटियों को जोड़ा जाता है यदि आप इसे सामान्यीकृत करते हैं तो यह q x गुना y गुना z वगैरह विभाजित u गुना v गुना w वगैरह के बराबर होता है तो त्रुटि डेल q भाग q आपेक्षिक त्रुटि होगी तो ये मापित राशियां हैं तो डेल x भाग x प्लस डेल y भाग y प्लस डेल z भाग z डेल u भाग u प्लस डेल v भाग v वगैरह है ठीक तो जैसा कि मैंने बताया कि मापित राशि की आंशिक त्रुटियां या आपेक्षिक त्रुटियां जोड़ी जाती हैं जो परिकलित राशि की आपेक्षिक त्रुटि देगा योग के लिए और घटाव के लिए गुणनफल के लिए विभाजन के लिए या उनके एक संबंध में मिश्रण वहाँ परिकलित पैरामीटर में त्रुटि की गणना करने के लिए इन नियमों का पालन किया जाएगा त्रुटि खोजने का एक वैकल्पिक तरीका है मूल रूप से यह बहुत सरल है तो मान लें q x प्लस माइनस y के बराबर है बस दोनों तरफ में लॉग लें लॉग q बराबर है लॉग x प्लस माइनस y के फिर इसका अवकलन करें तो डेल q भाग q डेल x प्लस माइनस y भाग x प्लस y के बराबर है तब डेल q बराबर है मान लें हम यहां q से गुणा करते हैं q मूलतः x प्लस माइनस y है ठीक तो यह ऐसा होगा तो यह डेल x प्लस माइनस डेल y के बराबर है हम अधिकतम संभावित त्रुटि का पता लगाने जा रहे हैं इसलिए यह यहां डेल x प्लस डेल y और डेल x माइनस डेल y है कौन सी अधिकतम संभावित त्रुटि होगी डेल x प्लस डेल y यही कारण है कि हम अधिकतम संभावित त्रुटि को डेल q बराबर डेल x प्लस डेल y लिखते हैं ठीक तो यह x प्लस माइनस y के लिए है इसलिए यह इसलिए हमने जो कुछ भी सीखा है कि योग और घटाव के लिए परिकलित पैरामीटर में त्रुटि प्राप्त करने के लिए इन आपेक्षिक त्रुटियों को जोड़ा जाता है इसी तरह x y के बराबर q के लिए log x plus log y के बराबर log q को लीजिए तो डेल q भाग q बराबर है डेल x भाग x प्लस डेल y भाग y ठीक तो यह log q log x माइनस log y के बराबर है तो डेल q भाग q डेल x भाग x माइनस डेल y भाग y के बराबर है अब फिर से यह तर्क अधिकतम संभावित त्रुटि है हमें अधिकतम संभावित त्रुटि का पता लगाना होगा तो ये आपेक्षिक व्यष्टिगत त्रुटि हैं हम यह माइनस का चिन्ह नहीं लिखेंगे हम उन्हें जोड़ेंगे तो डेल q भाग q अधिकतम डेल x भाग x प्लस डेल y भाग y होगा तो ये बहुत ही सरल तरीके हैं जो हम मापित पैरामीटर से परिकलित पैरामीटर की त्रुटि का पता लगाने के लिए तुरंत उपयोग करते हैं अब त्रुटि की गणना कैसे करें यह हमने सीखा है यह हमारे उदाहरण के लिए लागू होगा एक घन की मात्रा का पता लगाने के लिए मुझे वहां वापस जाने दो यह उत्तर अब हम अधिकतम संभावित त्रुटि का पालन करते हुए लिख रहे हैं आयतन और मापित पैरामीटर इस घन की भुजा या किनारे का क्या संबंध है आयतन v a के घन के बराबर है ठीक ln v को 3ln a के बराबर लें डेल v भाग v 3 डेल a भाग a के बराबर है डेल v 3 डेल a भाग a गुना v गुना v के बराबर है इसलिए v एक घन है तो मूल रूप से 3a वर्ग डेल a v में त्रुटि वह 3a वर्ग डेल a होगी अब छात्र 1 के लिए डेल a मूल रूप से लंबाई मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का अल्पतमांक है तो छात्र 1 के लिए LC अल्पतमांक 01 सेंटीमीटर था सही और भुजा 105 थी सही तो हम a जानते हैं और डेल a भी हम जानते हैं इसलिए यदि आप 3 गुना 105 गुना 105 गुना 01 सेंटीमीटर घन लिखते हैं ठीक तो यह 33075 आ रहा है तो डेल v 33075 आ रहा है सही तो यह हम लगभग 30 लिख रहे हैं हम 30 क्यों लिख रहे हैं 33 क्यों नहीं कारण यह है कि v हमें गणना से मिला संदर्भ समय 2312 इस v का सार्थक अंक 1150 है सही 1150 अब हमें यहाँ त्रुटि 33 दशमलव कुछ मिल रही है अब हम यह 3 लिख रहे हैं कारण यह है कि जो भी यह नियम है त्रुटि आम तौर पर वह होगी जो परिणाम में अंतिम सार्थक अंक की कोटि है जो भी अंतिम सार्थक अंक की कोटि होगी ठीक है और त्रुटि त्रुटि भी उसी कोटि की होनी चाहिए यह आयतन है इस आयतन में अंतिम सार्थक की क्या कोटि है जो भी त्रुटि हम लिख रहे हैं वह भी उसी कोटि की होनी चाहिए यहाँ यह 5 है जो भी इस 5 की कोटि है यह a है यह उसी कोटि का होना चाहिए ठीक है इसलिए मैं 33 नहीं लिख सकता मैं 33 नहीं लिख सकता यह एक सार्थक अंक है 30 इस का सही उत्तर है यहाँ यह a है तो यह अंतिम महत्वपूर्ण अंक है ठीक तो यह जिस भी कोटि का है और यह त्रुटि भी उसी कोटि की होनी चाहिए इसीलिए ऐसा है अब आप सार्थक अंक से देखते हैं हम सही ढंग से उत्तर लिखने में सक्षम हैं हम यह भी सही से बताने में सक्षम हैं कि त्रुटि किस कोटि की है ठीक किस अंक में त्रुटि है और गणना के बाद हम देख रहे हैं कि वह 2 है ठीक लेकिन उस समय मैं यह नहीं बता पा रहा था कि क्या यह प्लस माइनस 10 या प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 30 या प्लस माइनस 40 होगा लेकिन अब यह बताने के लिए कि हमें इस त्रुटि की गणना करनी होगी ठीक है तो यह मूल रूप से प्लस माइनस 30 है इसी तरह छात्र 2 के लिए अल्पतमांक 001 सेंटीमीटर है जो डेल्टा a है a 1055 है तो यदि आप आगे लिखते हैं डेल v बराबर है 3 गुना a गुना a गुना यह तो आपका परिणाम यह होगा तो यहां वास्तव में मैं आपको यह बताना भूल गया कि वास्तव में आपको याद रखना होगा की सार्थक अंक के लिए नियम क्या है यह जो भी गुणनफल है ये पैरामीटर यहां है ठीक है तो यहां ये गुणांक हैं छोटा गुणांक जो भी छोटे गुणांक का सार्थक अंक होगा तो परिणाम में वही सार्थक अंक होगा इनमें से 01 छोटा गुणांक है और सार्थक अंक 1 है तो यह परिणाम है मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता मुझे लिखना होगा परिणाम का भी सार्थक अंक 1 होना चाहिए इसलिए यह 30 है हाँ इसी प्रकार यहाँ छोटा गुणांक यह एक छोटा गुणांक है और इसका सार्थक अंक 1 है इसलिए यह गणना का परिणाम है ठीक परिणाम का सार्थक अंक 1 होना चाहिए तो यह 3 होना चाहिए सही तो 3 का सार्थक अंक 1 है सही यदि छात्र 2 के लिए परिणाम 1174 प्लस माइनस 3 होगा इससे पहले हमने जाना था कि त्रुटि इस अंतिम सार्थक अंक में होगी यह 4 हो सकती है यह 5 6 7 हो सकती है जो भी यहां अनिश्चित है तो वास्तव में कितनी त्रुटि है यह हम नहीं कह सकते थे लेकिन अब हम यह कहने में सक्षम हैं कि यह प्लस माइनस 3 है इसी तरह यदि आप छात्र 3 के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप त्रुटि देखेंगे इस मामले के लिए यह त्रुटि 03 है ठीक उसी नियम का पालन करते हुए उसी नियम का पालन करते हुए आप कह सकते हैं कि यह 03 है ठीक परिणाम 11759 प्लस माइनस 03 होगा ठीक वास्तव में सार्थक अंक से ही हम इस त्रुटि का पता लगा सकते हैं कि यह 30 या 3 या 03 होगी अब वह नियम जो भी मैंने आपको बताया था इस परिणाम से आप देख सकते हैं कि आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रुटि और परिणाम समान कोटि का होना चाहिए यह समान कोटि का होना चाहिए यह अंतिम सार्थक अंक होना चाहिए ठीक परिणाम जो भी हो अंतिम सार्थक अंक किसी भी कोटि का हो त्रुटि उसी कोटि की होगी त्रुटि उसी कोटि की होगी त्रुटि उसी कोटि की होगी अंतिम सार्थक अंक में त्रुटि उसी कोटि की होगी मुझे लगता है कि यह अच्छा उदाहरण है और इस एकल उदाहरण से मैंने सब कुछ बताया परिणाम कैसे लिखें त्रुटि कैसे पता करें और यह बहुत महत्वपूर्ण है आम तौर पर ज्यादातर समय हम गणना के बाद लिखने में गलती करते हैं कैलकुलेटर से हमें जो भी परिणाम मिलता है वहां से हमें किस दशमलव बिंदु तक रखना चाहिए वगैरह ये हमेशा भ्रमित करते हैं प्रायोगिक भौतिकी में जब मैंने सार्थक अंकों के बारे में चर्चा की लेकिन मैंने देखा कि छात्रों में भ्रम था और उन्होंने मुझसे इस कक्षा को दोहराने का अनुरोध किया यही कारण है कि मैंने यह इस कक्षा में फिर से दोहराया लेकिन अलग तरीके से उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी होगा मैं यहीं रुक जाऊंगा धन्यवाद